तो यह एक और तरीका है इसलिए यहां वे ऊर्जा आधारित मानदंडों का उपयोग करते हैं तो मुख्य रूप से वे वैन डेर वाल्स ऊर्जा और इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा की गणना करते हैं फिर इन इंटरैक्शन का उपयोग करके आप बईंडिंग साइटों की पहचान कर सकते हैं कि आप बईंडिंग साइटों की पहचान कैसे करते हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास ये पीडीबी उन सभी मामलों में निर्देशांक है जो हम संरचनाओं का उपयोग करते हैं इस मामले में आप इन बईंडिंग साइटों को एक प्रकार के प्रायोगिक डेटा के रूप में ले सकते हैं क्योंकि हम सीधे इन बईंडिंग साइटों या बईंडिंग एफिनिटी की पहचान करने के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन हम ज्ञात 3D संरचनाओं का उपयोग करते हैं और बईंडिंग साइटों की पहचान करने के लिए इस मानदंड का उपयोग करते हैं तो ऊर्जा आधारित मानदंडों का उपयोग करके बईंडिंग साइटों की पहचान कैसे करें तो यहाँ यह एक श्रृंखला ए और चेन बी उदाहरण के लिए है अगर आप 88 आर्गिनिन लेते हैं तो आर्गिनिन में अलग अलग परमाणु होते हैं तो प्रत्येक परमाणु के लिए आप ऊर्जा की गणना करते हैं सभी परमाणुओं के साथ पार्टनर चेन में सभी परमाणुओं के पार्टनर चेन के लिए तो फिर आप दूसरे परमाणु और तीसरे परमाणु के साथ करते हैं तो आप ऊर्जा की गणना करते हैं और फिर आर्जिनिन में सभी परमाणुओं में सभी ऊर्जाओं को जोड़ते हैं फिर आप उन मूल्यों को जोड़ते हैं जो आपको इन आर्गिनिन 88 की ऊर्जा देंगे यदि आप आर्गिनीन 88 लेना चाहते हैं तो सभी परमाणुओं को अपने साथ ले जाएं श्रृंखला ए में प्रत्येक परमाणु हम बी में सभी परमाणुओं के साथ ऊर्जा की गणना करते हैं बी उदाहरण के लिए सभी परमाणुओं के लिए करते हैं एन सीए सीओ और इसी तरह फिर हम उन मूल्यों को जोड़ते हैं जो आपको श्रृंखला ए में arginine 88 की ऊर्जा देंगे इसी तरह आप सभी अवशेषों के लिए कर सकते हैं उदाहरण के लिए आपके पास 100 अवशेष हैं तो आपको 100 ऊर्जा मूल्य मिलते हैं इन ऊर्जा मूल्यों से हम ऊर्जा के अधिकार के आधार पर बईंडिंग साइटों की पहचान कर सकते हैं तो कैसे करना है अब यह एक उदाहरण है उदाहरण के लिए 1AI4A ट्रिप्टोफैन 74 में शून्य से 132 किलो कैलोरी प्रति मोल का अधिकार है इसी तरह फेनिलएलनिन 211 में 1478 किलो कैलोरी प्रति मोल है तो अब इन ऊर्जा मूल्यों से आप देख सकते हैं कि कौन से अवशेष एक साथी के साथ बंधन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए उच्च प्राथमिकता है तो हमारे पास ऊर्जा मूल्य हैं जो हम उदाहरण के लिए अलग अलग बिन्स को विभाजित करते हैं माइनस 2 से माइनस 19 माइनस 19 18 प्रत्येक डिब्बे को देखें आप हमारे विशेष ऊर्जा के साथ अवशेषों की घटना की आवृत्ति देख सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप माइनस 2 से माइनस 19 माइनस 19 से माइनस 18 देखें तो आप 1 दाईं ओर जा सकते हैं तो यहां आपके पास दो अलग अलग रंग हैं एक नीले रंग में है और एक हरे रंग में है नीले वाले ने प्रत्येक बिन्स के लिए डेटा का उपयोग किया और हरे रंग का संचयी मूल्यों के साथ क्योंकि हम शून्य से भी कम 2 पर जा सकते हैं यहां मैं मान को कई मान शून्य से कम 2 दिखाता हूं तो ये मान अगर यह माइनस 2 से कम है तो आप देख सकते हैं कि यह लगभग 77 प्रतिशत है क्योंकि बिन्स छोटे हैं क्योंकि यह व्यापक नहीं है तो अंत में यदि आप माइनस 2 देखते हैं तो वहां संख्या बहुत कम है माइनस 05 तक आप वृद्धि देख सकते हैं और एक शिखर है और फिर नीचे जा रहा है इसलिए यदि आप उदाहरण के लिए प्रति किलो 1 किलोकल कटऑफ लेते हैं तो इस कटऑफ को लें फिर कितने अवशेष हैं जो अवशेषों की प्रक्रिया है बईंडिंग साइटों की पहचान करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो लगभग 108 प्रतिशत अवशेष हैं जो बईंडिंग साइटों अवशेषों के रूप में पहचाने जाते हैं यदि यह उचित है तो रिपोर्ट और साहित्य के लिए प्रासंगिक है और एक अन्य मामला यदि आप देखते हैं कि एक पीक है उदाहरण के लिए शून्य से 0320 की ऊर्जा लें यह 77 प्रतिशत है यहां पीक क्यों है क्योंकि एक ऊर्जा मूल्य बहुत कम है यह महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इस मामले में अगर दो परमाणु या दो अवशेष जो संरचनाओं में बहुत दूर हैं वे कोई संपर्क नहीं बना रहे हैं वे ऐसी कोई इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं यही वजह है कि मान 0 के आसपास हैं यानी लगभग 77 प्रतिशत अवशेष वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं तो यहां हमें ऊर्जा के आधार पर डेटा मिलता है जब आप डेटा की दूरी के साथ तुलना करते हैं क्योंकि ऊर्जा और दूरी लगभग एक दूसरे के समान होती है क्योंकि ऊर्जा मूल्यों की गणना दो प्रकार के इंटरैक्शन के साथ की जाती है हम किन इंटरैक्शन का उपयोग करते हैं Coulombs कानून और साथ ही इस वैन डेर वाल्स दोनों दूरी पर आधारित हैं तो कुछ फायदे कुछ नुकसान हैं अब यदि आप ऊर्जा देखते हैं तो आप लगभग 108 प्रतिशत अवशेषों के बारे में कह सकते हैं जो बईंडिंग साइटों की पहचान करते हैं और जिस दूरी का हम विभिन्न प्रकार का उपयोग करते हैं हम कह सकते हैं अगर आप 6 एंग्स्ट्रॉम का उपयोग किसी भी परमाणु के साथ कर सकते हैं जिसे हम 136 के साथ कह सकते हैं अगर यह C अल्फा है तो यह 4 है और C बीटा 7 सही है तो संदर्भ समय 0524 1 किलो प्रति मोल यह इस सी बीटा दूरी के साथ साथ किसी भी परमाणु के बीच है और अगर आप देखते हैं कि लगभग 80 प्रतिशत से अधिक बेमेल के साथ कई होंगे तो 90 प्रतिशत आप मैच देख सकते हैं और कुछ जो बेमेल हैं क्योंकि कुछ प्रतिकर्षण की इंटरेक्शन्स इस प्रकार के ऊर्जा आधारित मानदंडों में भी ध्यान में रखी जाती है यही कारण है ठीक है अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि इन इंटरैक्शन को सही कैसे प्राप्त करें तो यहाँ ये मूल्य ऊर्जा मूल्य हैं जो कुछ ऊर्जा मूल्यों को प्रभावित करते हैं और यदि आप इन संरचनाओं को 1R27 में एक उदाहरण के अनुपात में देखते हैं तो यह arginine 1112 और यह एक ट्रिप्टोफैन 144 है ये दो अवशेष वे इंटरैक्शन करने की कोशिश करते हैं वे हैं प्रति मिनट 62 किलो कल पर मोल की ऊर्जा के साथ इंटरैक्शन करना यह सकारात्मक चार्ज है और यह एरोमेटिक रिंग है इसलिए वे एक तरह की इंटरैक्शन कर रहे हैं वे कौन सी इंटरैक्शन करते हैं छात्र Cation pi Cation pi इंटरैक्शन कहते हैं कि यह pi सिस्टम है यह एक सकारात्मक चार्ज है इसलिए वे कटऑफ को एक अंतर्क्रिया बनाते हैं फिर सवाल यह है कि कुछ विशिष्ट इंटरैक्शन हैं अमीनो एसिड अवशेषों की कोई प्राथमिकता है इस प्रकार की इंटरैक्शन को सही बनाने के लिए इसलिए इस मामले में मैं बाइंडिंग डिफिक्स में शामिल होने के लिए अलग अलग अवशेषों की प्रवृत्ति दिखाता हूं इस प्रकार इस मामले में हमने इस अवशेष के बाइंडिंग प्रवृत्ति आई की गणना की और बाइंडिंग साइट में टाइप I के अवशेषों की संख्या का उपयोग करके पूरे प्रोटीन में अवशेषों की संख्या के साथ सामान्यीकृत किया तो i का n बाइंड क्या है उदाहरण के लिए यदि आप यह आंकड़ा दिखाते हैं तो मैं यह आंकड़ा दिखाता हूं कितने प्रकार के अवशेष टाइप I इंटरफ़ेस ये इंटरफ़ेस अवशेष हैं उदाहरण के लिए एलैनिन इंटरफ़ेस में कितने एलैनिन हैं जो विशेष रूप से सभी प्रोटीनों के साथ तुलना करते हैं इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं तो आप उदाहरण के लिए कुछ प्राथमिकताएँ देख सकते हैं आर्गिनिन जिसका मूल्य 151 है और ट्रिप्टोफैन 1728 और टाइरोसिन 1533 आप फेनिलएलनिन को भी देख सकते हैं तो आप कुछ विशिष्ट अवशेषों की वरीयता देख सकते हैं इन अवशेषों से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के अवशेषों के होने के कारण कुछ प्रकार के इंटरैक्शन हैं जिन्हें वे इंटरफ़ेस पर पसंद करते हैं ठीक है अब सवाल यह है कि हमारे पास केवल एक अवशेषों की प्रवृत्ति है हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि इंटरैक्शन के प्रकार की पहचान करने के लिए हम इंटरैक्शन करने वाले साथी की पहचान कैसे कर सकते हैं इस मामले में आपको साथी की क्या आवश्यकता है क्योंकि बईंडिंग प्रवृत्ति आपको बताएगी कि कौन से अवशेषों को इंटरफ़ेस पसंद किया जाता है जैसे कि आर्गिनिन ट्रिप्टोफैन और टाइरोसिन यह समझने के लिए कि भागीदार के प्रकार की हमें साझेदार की आवश्यकता है उदाहरण के लिए टैरोसीन या आर्गिनिन की कोशिश करना किस प्रकार के अवशेषों के साथ इंटरैक्शन करें इस मामले में आप इन अवशेषों को इन परिसर में लेते हैं उदाहरण के लिए यह अवशेष और यह अवशेष इंटरैक्शन करते हैं यह किस प्रकार का अवशेष है और यह किस प्रकार का अवशेष है उदाहरण के लिए यह फेनिलएलनिन होने के लिए रखा गया है यहां आप एक टाइरोसिन देख सकते हैं फिर आप देख सकते हैं दोनों रिंग सिस्टम में हैं वे पी आई इंटरैक्शन कर सकते हैं या यहां आप आर्गिनिन देख सकते हैं और यहां आप टाइरोसिन देख सकते हैं फिर आप कह सकते हैं कि वे किस प्रकार के इंटरैक्शन कर सकते हैं तो इस मामले में हमें जोड़े की आवश्यकता है कि कैसे जोड़े की सही पहचान की जाए तो आप देख सकते हैं वरीयता i comma j कि इस समीकरण nij का उपयोग करते हुए यह कई प्रकार के नंबर है जैसे कि i युग्मित हैं j के साथ के i प्रोटीन एक से और j से प्रोटीन दो से पार्टनर मै N i एक प्रकार के i अवशेष हैं j एक प्रकार के j अवशेषों की संख्या है जब आप बईंडिंग साझेदारों में देखते हैं तो आप उदाहरण के लिए कुछ प्राथमिकताएं देख सकते हैं आप aspartic एसिड arginine देखते हैं आप 864 का उच्चतम मूल्य रख सकते हैं फिर आप एक arginine और tyrosine 61 देख सकते हैं इसी तरह एक ट्रिप्टोफैन और tyrosine 65 tyrosine tryptophan 81 इसलिए दिलचस्प बात यह है कि यदि आप इन नंबरों को देखते हैं तो आप पा सकते हैं कि कुछ प्रकार की इंटरैक्शन महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए यदि हम एसपारटिक एसिड और आर्जिनिन लेते हैं तो कौन सी स्थिर इंटरैक्शन महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन यह माइनस है यह प्लस है इसके अलावा यह उस प्रोटीन के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है जहां आप एक या दो लेते हैं भले ही आप दूसरे तरीके से लेते हों वह भी बहुत उच्च आर्जिनिन एसपारटिक एसिड है यदि आप आर्गिनिन arginine और टाइरोसिन देखते हैं तो यह एक वलय है और यहाँ यह धनात्मक आवेश है और यदि आप दूसरे तरीके से देखते हैं तो आप अपने आस पास टाइरोसिन आर्जिनिन को भी देख सकते हैं तो ट्रिप्टोफैन टाइरोसिन यह भी pi है और यह भी पाई हम पाई पाई इंटरैक्शन देख सकते हैं एक एरोमेटिक इंटरैक्शन के साथ अब सवाल यह है कि आप उन अवशेषों की पहचान करते हैं जो इंटरफ़ेस में हैं और आप जोड़े की पहचान करते हैं जब साथी प्रोटीन एक और प्रोटीन दो होते हैं सही तो अब सवाल यह है कि क्या ये इंटरैक्शन विशिष्ट हैं विशिष्ट नहीं हैं आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से अवशेष है या नहीं फिर आपको यह देखने की आवश्यकता है कि योगदान ऊर्जावान योगदान मुख्य श्रृंखला से हैं या साइड चेन से यदि मुख्य श्रृंखला से मुख्य रूप से योगदान है तो विशिष्ट नहीं हैं यदि यह साइड चेन से है तो वे विशिष्ट ठीक हैं इसलिए इस मामले में हम मुख्य श्रृंखला परमाणुओं और साइड चेन परमाणुओं के लिए योगदान देख सकते हैं और हम मुख्य श्रृंखला और साइड चेन में मूल्यों की तुलना करते हैं आप देख सकते हैं कि साइड चेन मूल्य कम से कम दो बार हैं और फिर इन मुख्य श्रृंखला परमाणुओं में दोनों प्रोटीन 1 या प्रोटीन के मामले में 2 यहाँ मैं लिगेंड को इस कॉम्प्लेक्स के छोटे हिस्से के रूप में और रिसेप्टर को इस कॉम्प्लेक्स के एक बड़े हिस्से के रूप में परिभाषित करता हूं इसलिए जो भी आप इस पर विचार करते हैं आप देख सकते हैं कि इस श्रृंखला का योगदान इन मुख्य श्रृंखला परमाणुओं की तुलना में अधिक है इस मामले मै आप देख सकते हैं कि यह इंटरैक्शन बहुत विशिष्ट है अब हमें प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता है कि क्या ये अवशेष वे आमतौर पर इंटरैक्शन बनाते हैं या नहीं तो इस मामले में हमें उन अवशेषों की पहचान करने की आवश्यकता है जो हॉटस्पॉट अवशेषों के रूप में सेवा कर रहे हैं तो इसमें आप 2 किलोकल प्रति मोल का कट ऑफ लगा सकते हैं हम किसी भी विशिष्ट अवशेष को मूटैत कर सकते हैं तो उत्परिवर्तन क्या है छात्र अवशेषों का परिवर्तन उदाहरण के लिए अवशेषों को बदलना यदि आप उदाहरण के लिए किसी विशेष अवशेष को बदलते हैं तो आप ग्लूटामिक एसिड को ऐलेनिन में बदलते हैं यदि आप 2 किलोकल प्रति मोल से अधिक के बैंडिंग एफिनिटी के रूप में बदलते हैं तो हम इन अवशेषों को हॉट स्पॉट अवशेषों के रूप में कह सकते हैं तो फिर हम साहित्य में उपलब्ध कई डेटा को स्कैन करते हैं और इन डेटा से हम लगभग 217 प्रकार के इंटरैक्शन सही पा सकते हैं इसका मतलब है कि वे प्रति मोल कम से कम 2 किलोकल प्रति बंधन एफिनिटी को कम कर सकते हैं तो कई म्यूटेंट आम हैं इसलिए हम आपके द्वारा दिए गए अद्वितीय इंटरैक्शन लेते हैं जिसमें आपको 68 इंटरैक्शन मिलेंगे और हम उन अवशेषों पर गौर करते हैं जो इस कठोर परिवर्तन के लिए अवशेष हैं उनमें से अधिकांश को अवशेषों के रूप में लिया जाता है लगभग 38 अवशेषों को अवशेषों के रूप में लिया जाता है और यदि आप सकारात्मक चार्ज और एरोमेटिक लेते हैं तो वे 32 उत्परिवर्तन होते हैं और हाइड्रोफोबिक्स केवल 7 होते हैं यह फिर से पुष्टि करेगा कि इन जोड़े से मिले प्रभाव को हम क्या कहते हैं आर्गिनिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कट और पाई इंटरेक्शन्स और एरोमेटिक इंटरेक्शन्स यह अवशेषों महत्वपूर्ण है विशिष्ट प्रकार की इंटरेक्शन्स बनाने मै इसलिए इस प्रकार के इंटरैक्शन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हाल ही में हमने डेटाबेस विकसित किया है इसे प्रॉक्सीमेट डेटाबेस कहा जाता है यह आपको विभिन्न म्यूटेंट की बैंडिंग एफिनिटी देगा क्योंकि वर्तमान में इसके 6000 से अधिक म्यूटेंट हैं और हम इस डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी का उपयोग यह समझने के लिए करेंगे कि विभिन्न स्थानों पर किस प्रकार के इंटरैक्शन महत्वपूर्ण हैं यहां मैं एक प्रकार की इंटरैक्शन और विशिष्ट जोड़े सही के साथ सामान्यीकरण generalize करता हूं मैं डेटाबेस के बारे में बहुत कम व्याख्या करूंगा और इसमें प्रोटीन प्रोटीन परिसरों की बैंडिंग एफिनिटी के साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक जानकारी के साथ साथ साहित्य की जानकारी भी है यहां आपके पास एक खोज विकल्प है इसलिए हम उन विभिन्न सूचनाओं का उपयोग करते हुए प्रोटीन के आधार पर खोज सकते हैं यदि आप कॉम्प्लेक्स प्रोटीन 1 प्रोटीन 2 जानते हैं तो आप इस विशेष कॉम्प्लेक्स के लिए सभी डेटा प्राप्त कर सकते हैं या यदि आप हॉट स्पॉट अवशेषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं उत्परिवर्ती केडी या उत्परिवर्ती डेल्टा जी हमारे पास डेल्टा जी रेंज है और आप ऐसे म्यूटेंट देख सकते हैं जो हॉटस्पॉट के रूप में सेवा कर रहे हैं तो यहाँ हम आपको उत्परिवर्तन प्रकार दे सकते हैं या तो आप किसी भी अवशेष से किसी भी अवशेष का उपयोग कर सकते हैं आप जानकारी ले सकते हैं और आप प्रयोगात्मक तकनीकों और विशिष्ट माध्यमिक संरचना हेलिक्स या स्ट्रैंड के साथ खोज कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि आपको केवल इंटरफ़ेस अवशेषों की आवश्यकता है या नहीं मुख्य रूप से यदि आप इंटरफ़ेस अवशेषों से प्रभावित बैंडिंग समानताएँ देखते हैं और इसलिए अधिकांश डेटा आप देख सकते हैं कि वे केवल इंटरफ़ेस क्षेत्र में ठीक हैं तो आप हॉटस्पॉट अवशेषों को 2 किलो प्रति मोल डेल्टा जी मान दे सकते हैं और हॉट स्पॉट अवशेष प्राप्त कर सकते हैं और आप यह भी विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या यह द्वितीयक संरचना है या यह विभिन्न कार्यात्मक वर्ग में कैसे प्रभाव डालती है या इसका प्रभाव कैसे पड़ता है उदाहरण के लिए अवशेषों का स्थान आप एक्सेसिबल सतह क्षेत्र और इतियादी अब यह परिणाम है उदाहरण के लिए यदि आप डेटा बोवाइन cationic trypsin और इस प्रोटीन को करने के लिए डालते हैं तो आप इसे अवरोधक देख सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह एक ट्रिप्सिन है यह ट्रिप्सिन अवरोधक में है तो सभी डेटा प्राप्त करें तो यह एक द्वितीयक संरचना है जिसे लूप किया गया है सुलभ सतह क्षेत्र पूरी तरह से बरीद है और आप वाइल्ड प्रकार के डी और उत्परिवर्ती के डी देख सकते हैं और डेल्टा जी मान प्राप्त करते हैं आप सभी मान देख सकते हैं फिर हम पब मेड संदर्भ देते हैं ताकि आप पब मेड से लिंक कर सकें क्या पब मेड क्या है साहित्य डेटाबेस और यहाँ आपको एक सटीक तार दिया गया है जिससे आप डेटा टेबल एक पेज 177 प्राप्त कर सकते हैं जो आपको साहित्य में ठीक वैसा ही डेटा मिलेगा यह उपयोगकर्ताओं को डेटा को सत्यापित करने के साथ साथ किसी विशेष काम्प्लेक्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा तो अब हम इंटरैक्शन के बारे में अधिक विवरण देते हैं यहां दो चेन चेन ई और चेन I हैं ये दो अवशेष काम्प्लेक्स को इन एंजाइम अवरोधक परिसर में बना रहे हैं और यहां डेटा के डी का एक मान है और आपके पास है उत्परिवर्ती मान और डेल्टा जी माइनस 1795 किलोकल प्रति तिल है यह लूप क्षेत्र है और सापेक्ष सुलभ सतह क्षेत्र 035 है जो कि 35 प्रतिशत है यह क्षेत्र 50 एंग्स्ट्रॉम वर्ग है जो ठीक है इसलिए जब आप विवरण पर जाते हैं तो आप सारांश और काम्प्लेक्स संरचना और इंटरैक्शन के साथ साथ संदर्भ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर यह आपके प्रोटीन है तो इंटरैक्शन सही तो अब आपके पास विशेष प्रोटीन के साथ अन्य प्रोटीन क्या हो सकते हैं तो आप स्ट्रिंग डेटाबेस से मान को प्राप्त कर सकते हैं सही तो और सभी एनोटेशन और क्या अवशेष हैं जो विशेष प्रोटीन और इतने पर इंटरैक्शन कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये संदर्भ हैं और लेखक और शीर्षक के साथ साथ विशेष पेपर के विवरण भी हैं इसलिए अब मैं आंकड़े देता हूं वर्तमान में हमारे पास 176 परिसर हैं और साहित्य संसाधन लगभग 184 है और 5000 से अधिक एकल उत्परिवर्तन प्रविष्टियां हैं इसलिए ये प्रविष्टियां उदाहरण के लिए कोई भी विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त हैं यदि आप हॉट स्पॉट अवशेषों का विश्लेषण करना चाहते हैं या आप उन अवशेषों का विश्लेषण करना चाहते हैं जो बईंडिंग संबंध में कोई बदलाव नहीं करेंगे या आप अन्य सुविधाओं के साथ बईंडिंग संबंध से भी संबंधित हो सकते हैं बईंडिंग एफिनिटी को प्रभावित करने वाली विशेषताओं को समझने के लिए या आप मॉडल प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न तरीकों से आप एक उत्परिवर्तन के बईंडिंग एफिनिटी की भविष्यवाणी कर सकते हैं क्योंकि इस मामले में पर्याप्त संख्या में डेटा संभव है फिर आप एक डबल म्यूटेशन भी देख सकते हैं 748 डबल म्यूटेशन जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या डबल म्यूटेशन के बाइंडिंग संबंध को इन एकल म्यूटेशनों में से कुछ के साथ समझाया जा सकता है या वे पूरी तरह से अंतर हैं अगर यह पूरी तरह से अलग है तो क्या कारक इस अंतर को प्रभावित करते हैं और अगर वे additive हैं या वे additive क्यों हैं तो आप इस डेटा का सही उपयोग करके विश्लेषण कर सकते हैं इसलिए फ़ंक्शन वर्ग के संबंध में मुख्य रूप से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स 2000 से अधिक प्रविष्टियां और एंजाइम हैं यदि यह लगभग 2000 भी अन्य वर्गों जीसी कपलिंग रिसेप्टर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अन्य एंजाइमों और इसी तरह से हैं तो डेल्टा जी जैसे विभिन्न मापदंडों के संबंध में हमारे पास शून्य से 122 के कई मान हो सकते हैं और साथ ही साथ अधिकतम मूल्य 122 हो सकता है और साथ ही आपके पास प्रयोगात्मक तकनीकों के आधार पर अलग अलग डेटा हो सकते हैं तो यह एक म्यूटेशन मैट्रिक्स है सही तो आप इस तरह उत्परिवर्तन मैट्रिक्स से क्या अनुमान लगा सकते हैं प्रोटीन स्थिरता की प्रोटीन स्थिरता मुख्य रूप से हम एलानिन म्यूटेशन के लिए डेटा प्राप्त करते हैं यहां भी आप एलानिन म्यूटेशन देख सकते हैं क्योंकि एलैनिन स्कैनिंग म्यूटेशन है इसलिए आप बहुत सारे डेटा देख सकते हैं कि क्या ये अवशेष एलेन के लिए उत्परिवर्तित होते हैं जो एलेनिन के लिए कई डेटा हैं सही है क्योंकि हम अंतर देख सकते हैं क्योंकि यदि आप 20 अलग अलग अमीनो एसिड अवशेषों को लेते हैं तो ग्लाइसीन सबसे सरल है लेकिन ग्लाइसिन के उपयोग के साथ समस्या यह है कि कोई साइड चेन हाइड्रोजन साइड चेन नहीं है तो यह पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है इस मामले में फ्लेक्सिबिलिटी भी महत्वपूर्ण है इस बईंडिंग एफिनिटी के लिए एक भूमिका निभाता है जिसे हम अलैनिन लेते हैं तो सभी 18 एमिनो एसिड में वे श्रृंखला दो होते हैं और अन्य अंतर होते हैं तो अन्य 18 अमीनो एसिड की तरह एलानिन सामग्री सीएच 2 सही इसलिए यदि आप ऐलेन के साथ किसी भी अवशेषों को म्यूट करते हैं तो आप विभिन्न अमीनो एसिड अवशेषों के प्रभाव या योगदान को देख सकते हैं यही कारण है कि वे बईंडिंग एफिनिटी में अंतर प्राप्त करने के लिए आम तौर पर इसकी एलानिन का उपयोग करते हैं तो अन्य उत्परिवर्तन क्या हैं जो अक्सर किए जाते हैं तो वे उपयोग करते हैं ग्लाइसिन से सेरीन में फिर इसमें सेरीन में एस्पेरेगिन का अर्थ होता है क्योंकि एस्परगीन एक ध्रुवीय अवशेष है जिसे हम बईंडिंग एफिनिटी और थ्रेओनीन को सही रूप में देखने के लिए सेरिन को asparagine कर सकते हैं तो यहाँ मेथिओनिन के लिए arginine छात्र ई को इ से डी तो यदि आप ई से डी करते हैं तो क्या होगा छात्र CH2 समूह की लंबाई सीएच 2 समूह की लंबाई सही इसलिए मैं कह सकता हूं कि वे यह कहना चाहते हैं कि मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक समूह है जो ई से डी तक कम करता है बईंडिंग एफिनिटी को बदलता है इसी तरह उन्होंने लाइसिन को आर्जिनिन के लिए किया सही नहीं है वे लाइसिन को आर्जिनिन तक बढ़ाते हैं आर्जिनिन को लाइसिन जो कि सही नहीं है छात्र ल्यूसीन Leucine हाँ या leucine मेथिओनिन करने के लिए तो कई म्यूटेशन हैं तो यह आपको बताएगा कि अमीनो एसिड म्यूटेशन के संबंध में बईंडिंग एफिनिटी कितनी दूर है तो आप यहाँ भी औसत असाइनमेंट विधि कर सकते हैं मानों को आर्जिन कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि क्या हम उन उत्परिवर्ती की पहचान कर सकते हैं जो बईंडिंग एफिनिटी को बढ़ाते हैं या बईंडिंग एफिनिटी को कम कर सकते हैं और वर्तमान में साहित्य में कई विधियाँ उपलब्ध हैं लेकिन अब उपलब्ध मात्रा में हम अपने उत्परिवर्तन के बईंडिंग एफिनिटी की भविष्यवाणी के लिए एक अच्छा मॉडल बना सकते हैं तो हम लिंक देते हैं तो उदाहरण के लिए विभिन्न अन्य डेटाबेस से लिंक करें प्रोटीन डेटा बैंक प्रोटीन संरचनाओं के लिए यह करेगा यूनिप्रॉट क्या है छात्र प्रोटीन अनुक्रम डेटाबेस प्रोटीन अनुक्रम डेटाबेस और इस साहित्य डेटाबेस और स्ट्रिंग pubmed प्रोटीन इंटरैक्शन नेटवर्क आप देख सकते हैं कि क्या आपके पास कोई विशेष प्रोटीन आर के साथ जुड़ा हुआ है यह नेटवर्क में अन्य प्रोटीन क्या हैं के साथ इंटरैक्शन है उदाहरण के लिए यदि हम एक मानव प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन नेटवर्क का निर्माण करते हैं तो कई प्रोटीन हैं जो अन्य प्रोटीनों के संपर्क के रूप में एक हब बना रहे हैं जिसकी जानकारी आपको स्टिंग डेटाबेस sting database से मिल सकती है इस साइट से आप प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर DSSP का शब्दकोश भी प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न संसाधनों से इस एफिनिटी के आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं एक है ASEdb अलैनिन स्कैनिंग एनर्जेटिक्स डेटाबेस और PINT ये पहले विकसित किए गए हैं और आप इस कंप्यूटर को एक तरीके से देख सकते हैं में म्यूटेशन प्रोटीन इंटरैक्शन के ऊर्जावान भी शामिल हैं लेकिन अन्य डेटाबेस के साथ तुलना में हमारे डेटाबेस के समीप कई फायदे हैं जहां हमारे पास इंटरफ़ेस है और हम विभिन्न प्रकार के डेटा प्राप्त कर सकते हैं कार्यात्मक वर्गों के साथ और अधिक संख्या में डेटा तो वर्तमान में यह वाइल्ड प्रकार के साथ साथ उत्परिवर्ती डेटा ठीक ठीक शामिल है तो इस डेटाबेस से आप उन म्यूटेंट की पहचान कर सकते हैं जिन्हें हॉटस्पॉट अवशेष कहा जाता है हॉटस्पॉट अवशेष क्या हैं हाँ कम से कम बईंडिंग एफिनिटी 2 किलोकल प्रति मोल से बदल जाती है इसलिए पहले हमने चर्चा की और हमने कुछ प्रकार के इंटरैक्शन की पहचान की फिर हम देखेंगे कि ये इंटरैक्शन महत्वपूर्ण हैं या नहीं मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं तो यह एक जटिल E6AP UbcH7 कॉम्प्लेक्स है यह आपको एरोमेटिक इंटरैक्शन के महत्व को सही बताएगा इसलिए यहां एलेटर और कुहलमैन ने प्रयोगात्मक रूप से इस विशेष प्रोटीन सही में 49 म्यूटेंट केबईंडिंग एफिनिटी को मापा और उन्होंने दिखाया कि 15 अवशेष हॉटस्पॉट हैं 15 अवशेषों के बीच यदि आप 10 अवशेषों को देखते हैं जो कटऑफ एक इंटरैक्शन में शामिल हैं और 5 कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन नहीं हैं तो केवल 3 हाइड्रोफोबिक अवशेष हैं विशेष रूप से यदि आप बताएं कि यह स्थान संख्या 63 पर स्थित सादे ऐलेनिन को देखता है तो एलानिन वे प्रति किलो 3 किलो कल के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पर बदलते हैं अब सवाल यह है कि यह F63 महत्वपूर्ण है या नहीं आप संरचनात्मक विश्लेषणों को देखते हैं हमने फिनाइललाइन को भी दिखाया जो बईंडिंग एफिनिटी के लिए महत्वपूर्ण है तो आप इसे एक जगह देते हैं जो बईंडिंग मुक्त ऊर्जा को कम करना चाहिए इसलिए इन जटिल संरचना को ज्ञात करें और F63 प्राप्त करें और ये F63 अन्य अवशेषों के साथ कैसे सही तरीके से इंटरैक्शन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये फेनिलएलनिन 63 टायरोसिन 694 के साथ इंटरैक्शन कर रहा है अब यदि हम सभी मुख्य श्रृंखला योगदान और साइड चेन योगदान में योगदान देखते हैं और आप देखते हैं कि अधिकांश योगदान साइड चेन के कारण हैं और आप इंटरैक्शन देख सकते हैं 12 किलोकल प्रति मोल की ऊर्जा इस मामले में यदि आप इस अवशेषों को उत्परिवर्तित करते हैं तो यह बंधन को इस मुफ्त ऊर्जा को बदल देगा और यह अंततः इन समाधान अध्ययनों के मामले में परिलक्षित होता है जैसे कि 3 किलोकल प्रति मोल का मुफ्त ऊर्जा परिवर्तन इसका मतलब है अगर हम मुक्त ऊर्जा के फिनाइल अलैनिन परिवर्तन को 3 किलोकल प्रति मोल द्वारा म्यूट करते हैं क्योंकि ये निशुल्क बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण करते हैं यहां तक कि वे संरचना बनाते हैं वे विशेष रूप से टाइरोसिन 694 के साथ एरोमेटिक इंटरैक्शन कर रहे हैं मैं एक और उदाहरण बताता हूं कि वहा cation pi interactions थे ये झेन एट अल थे उन्होंने 29 अलग अलग म्यूटेंट का विश्लेषण किया था 29 म्यूटेंट में से 11 म्यूटेंट हॉटस्पॉट में पहचाने जाते हैं और 6 हैं cation pi इंटरैक्शन बनाने वाले अवशेषों होते हैं जो 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन अवशेषों इसका मतलब है चार्ज किए गए अवशेषों ने उन्हें Y127A को बदल दिया इस मामले ने 22 किलोकल प्रति मोल की मुक्त ऊर्जा को बदल दिया इसका मतलब है वहाँ भी एक हॉटस्पॉट अवशेष के रूप में पहचाने जाते हैं देखें कि क्या आप देखते हैं कि क्या ये टाइरोसिन बईंडिंग एफिनिटी के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है तो उन्हें बईंडिंग भागीदार के साथ अच्छे प्रकार की इंटरैक्शन करनी चाहिए देखें कि हम यहाँ देखते हैं कि यह टायरोसिन 127 है यह टायरोसिन 127 है यदि आप इंटरलेयुकिन 4 और रिसेप्टर में उदाहरण के लिए बईंडिंग साझेदारों को देखते हैं तो यह 85 arginine है तो 24 किलोकल प्रति मोल की ऊर्जा होने पर यदि हम अंतःक्रियात्मक ऊर्जा की सही गणना करते हैं तो यह 24 किलोकल प्रति मोल है जो वैन डेर वाल्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन सही है तो इस मामले में ये दो अवशेष वे इंटरैक्शन को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं विशेष रूप से cation pi इंटरैक्शन इस विशेष प्रोटीन इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर काम्प्लेक्स में तो उन लोगों में यह रास रैप प्रोटीन का एक और उदाहरण है तो यहाँ यह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन का महत्व है इस प्रकार यहाँ इस समूह ने 27 अवशेषों को उत्परिवर्तित किया 27 उत्परिवर्तनों में से वे मैं केवल 6 हॉटस्पॉट नहीं हैं और यदि आप हॉट स्पॉट अवशेषों पर विश्लेषण करते हैं तो 5 cation pi इंटरैक्शन में शामिल हैं और 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन अवशेष हैं चार्जड अवशेष इसलिए यहां उन्होंने लाइसिन 30 को एलैनिन में उत्परिवर्तित किया और वे 25 किलोकल प्रति मोल की मुक्त ऊर्जा को कम करते हैं और D238A आप यहां देख सकते हैं कि उन्होंने 39 किलोकल प्रति मोल की मुफ्त ऊर्जा परिवर्तन दिखाया यदि आप संरचना को देखते हैं तो यह आईटीजी अध्ययन है और वे संरचना में जाते हैं इसलिए लाइसिन 32 और एस्पेरिक एसिड 238 तो ये दो अवशेष हैं ये दो अवशेष हैं जिन्हें वे आपस में बदलने की कोशिश करते हैं और वे एक दूसरे से इंटरैक्शन करते हैं मुख्य रूप से इस पक्ष श्रृंखला की वजह से 25 किलोकल प्रति मोल की मुफ्त ऊर्जा के साथ वे बहुत मजबूत इंटरैक्शन कर रहे हैं इससे पता चलता है कि ये अवशेष K32 से D238 तक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं यही कारण है कि वे 25 किलोकल प्रति मोल की अनुकूल इंटरेक्शन ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और यदि हम K या D में परिवर्तन करते हैं तो वे 25 से अधिक की मुक्त ऊर्जा को बदलते हैं किलोकल प्रति मोल इसका मतलब है आप देख सकते हैं कि संरचनाओं से प्राप्त कम्प्यूटेशनल दृष्टिकोणों के साथ साथ इन प्रायोगिक तकनीकों से मापा गया मुफ्त ऊर्जा परिवर्तन के बीच एक समझौता है इसलिए आज हमने किन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की या विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स क्या हैं छात्र प्रोटीन प्रोटीन परिसरों छात्र प्रोटीन प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स Protein DNA complexes प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन लिगैंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन परिसरों के विशिष्ट कार्य क्या हैं छात्र सेल सिग्नलिंग यूबीक्विटिनेशन छात्र आणविक स्विचिंग आणविक स्विचिंग और एंटीबॉडी इंटरैक्शन में और इतने पर प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया और सभी प्रोटीन के मामले के लिए न्यूक्लिक एसिड इंटरैक्शन nucleic acid interactions छात्र ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन डीएनएस रिपेयर पैकेजिंग और इतियादी प्रोटीन लिगैंड इंटरैक्शन मुख्य रूप से वे किसी भी गतिविधि के लिए एक अवरोधक के रूप में या एक ट्रिगर के रूप में कार्य कर रहे हैं और हम मूल रूप से संरचना आधारित दवा डिजाइन या लिगैंड आधारित उत्पाद डिजाइन के मामले में सेट किए गए अवरोधकों की पहचान करने के लिए प्रोटीन लिगैंड इंटरैक्शन का उपयोग कर सकते हैं इसलिए अब यदि हमारे पास जटिल है तो बईंडिंग साइटों की पहचान करना बहुत आवश्यक है तो बईंडिंग साइटों को कैसे परिभाषित किया जाए इसलिए दो प्रोटीन या दो बाइंडिंग पार्टनर्स चाहे वे एक कॉमन इंटरफेस शेयर करते हों जिस क्षेत्र को आप बाइंडिंग साइट देख सकते हैं क्योंकि वे एक दूसरे के करीब होते हैं वे कॉमन इंटरफेस इंटरफेस एरिया को साझा करते हैं बईंडिंग साइटों की पहचान कैसे करें छात्र दूरी आधारित मानदंड दूरी आधारित मानदंड सुलभ सतह आधारित मानदंड छात्र ऊर्जा आधारित ऊर्जा आधारित मानदंड दूरी आधारित मानदंडों का उपयोग करके बईंडिंग साइट की पहचान कैसे करें आपको परमाणु निर्देशांक की आवश्यकता है हमें एक्स वाई जेड निर्देशांक की आवश्यकता है उनके प्रोटीन 1 और साथी प्रोटीन 2 देखें और प्रोटीन 1 और प्रोटीन 2 में किसी भी परमाणु की दूरी दर प्राप्त करें जो बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम किसी भी दूरी को कहते हैं तो 5 एंग्स्ट्रॉम हमें एक भारी परमाणु की आवश्यकता होती है जिससे आप दूरी के भीतर यह पहचान सकें कि इनमें बईंडिंग साइट अवशेष सही हैं तो सुलभ सतह क्षेत्र आधारित मानदंडों का उपयोग करके बईंडिंग साइट अवशेषों की पहचान कैसे करें छात्र रिडक्शन अक्सेसिबिलिटीत पहुंच में कमी या तो उनके पास काम्प्लेक्स है और यदि आप प्रोटीन को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि क्या काम्प्लेक्स गठन पर सुलभ सतह क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है यदि कोई परिवर्तन है तो आप कह सकते हैं कि ये अवशेष बंधन में शामिल हैं फिर ऊर्जा आधारित मानदंडों का उपयोग करके बईंडिंग साइट की पहचान कैसे करें छात्र ऊर्जा की गणना करें ऊर्जा की गणना इस अर्थ से करें कि आप प्रत्येक परमाणु के लिए ऊर्जा की गणना कर सकते हैं और प्रत्येक अवशेष के लिए परमाणुओं को योग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे कौन से अवशेषों में प्रति मिनट शून्य से 2 किलो किलोकल की मुफ्त ऊर्जा है तो आप बईंडिंग साइट के अवशेषों की सही पहचान करते हैं इसलिए जब आप बईंडिंग साइट के अवशेषों की पहचान करते हैं तो आप कहते हैं कि दूरी आधारित मानदंड या सुलभ सतह क्षेत्र आधार मानदंड या ऊर्जा आधारित मानदंड आप बईंडिंग प्रवृत्ति को सही पा सकते हैं तो यदि आप बईंडिंग प्रवृत्ति करते हैं जो इंटरफ़ेस में अवशेषों को पसंद किया जाता है आर्जिनिन और आप सही पर टाइरोसिन ट्रिप्टोफैन आदि देख सकते हैं तो फिर हम देखते हैं कि क्या ये अवशेष किसी भी विशिष्ट साझेदार को बनाते हैं जो हम कुछ भागीदारों की पहचान करते हैं इसलिए ये भागीदार वे कुछ विशिष्ट प्रकार के इंटरैक्शन बनाते हैं उदाहरण के लिए छात्र एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक इंटरेक्शन कटियन पाई इंटरैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हम उदाहरण के साथ चर्चा करते हैं प्रायोगिक तौर पर वे साबित करते हैं कि यह बईंडिंग एफिनिटी काफी बदल जाती है यदि अवशेष किसी विशिष्ट प्रकार के इंटरैक्शन में शामिल होते हैं और हम इसे बदलते हैं तो यह बंधन संबंध को सही रूप में बदल देगा तो फिर हमने डेटाबेस के बारे में चर्चा की जिसमें की बईंडिंग शामिल है परिसरों और म्यूटेंट की एफिनिटी हमने किस डेटाबेस पर चर्चा की छात्र प्रोक्सिमते प्रोक्सिमते प्रोक्सिमते में किस प्रकार का डेटा होता है मुख्य रूप से बईंडिंग एफिनिटी तो आप प्राप्त करेंगे कि किसी भी उत्परिवर्तन का बईंडिंग एफिनिटी हम प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं किसी भी परिसरों के बईंडिंग एफिनिटी या सही उत्परिवर्तन पर एफिनिटी के किसी भी समझ के लिए मूल्यों का उपयोग कर सकते हैं तो निम्नलिखित कक्षाओं में हम फिर प्रोटीन लिगैंड इंटरैक्शन पर आगे बढ़ेंगे और संरचना आधारित दवा डिजाइन का उपयोग करके या क्यूएसएआर तकनीकों का उपयोग करके अवरोधकों को डिजाइन करने के लिए हमारी कंप्यूटिंग तकनीकों का उपयोग कैसे करें और इसी तरह और उसके बाद हम कुछ आम समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे आम समस्याओं और जैव सूचना विज्ञान दृष्टिकोण का उपयोग करके समस्याओं को कैसे हल किया जाए